नमस्ते और टीएएलई मॉड्यूल 3 यूनिट 4 में आपका स्वागत है यह भी समझने से संबंधित है कि कैसे दिमाग सीखो पिछली इकाई में हमने मस्तिष्क की शारीरिक रचना के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश की थी जाहिर है आधे घंटे का सत्र मस्तिष्क के सभी पहलुओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है जो आज की दुनिया में सबसे जटिल चीज है मस्तिष्क की बहुत ही सतही बहुत ही सरल संरचना और मस्तिष्क की शारीरिक रचना के आधार पर हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सीखने और सिखाने की कुछ विशेषताएं संरचना से और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली कैसे संबंधित हो सकती हैं यही हमने पिछली इकाई में करने का प्रयास किया था मौजूदा इकाई में हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे कुछ निर्देशात्मक तरीके जो मस्तिष्क को इंद्रियों से अल्पकालिक स्मृति में सूचना हस्तांतरण से निपटने में सुविधा प्रदान करते हैं जब हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि मस्तिष्क की प्रक्रिया कैसे हो सकती है उस प्रसंस्करण में आने वाले मुद्दे क्या हैं और क्या हम निर्देशात्मक विधियों का उपयोग कर सकते हैं जो सूचना को अल्पकालिक स्मृति में संसाधित करने की सुविधा प्रदान करते हैं इन सभी शब्दों को परिभाषित किया जाएगा इससे पहले कि हम इन सवालों पर आगे बढ़ें हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है शिक्षक के रूप में हम काम करते रहे हैं और पढ़ाते रहे हैं और हमने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर सहज रूप से कई निर्णय लिए हैं जो काम करते प्रतीत होते हैं हम शिक्षकों को मस्तिष्क विज्ञान के बारे में कुछ क्यों पता होना चाहिए यह तेजी से चल रहे शोध के माध्यम से स्वीकार किया जा रहा है शिक्षक और इसलिए मस्तिष्क कैसे काम करता है इसकी बेहतर समझ से छात्र लाभान्वित हो सकते हैं तो सिफारिश यह है कि आप एक क्रेडिट पाठ्यक्रम का एक छोटा कोर्स कर सकते हैं जिसे कुछ उपयुक्त बिंदु पर पेश किया जा सकता है यहां तक कि छात्रों को यह समझने में मदद करने के लिए कि मस्तिष्क कैसे काम करता है यह एक अच्छा विचार हो सकता है लेकिन न तो छात्रों और न ही शिक्षकों को मानव मस्तिष्क के काम करने के पीछे की सभी जटिल प्रक्रियाओं को समझने की जरूरत है उदाहरण के लिए लगभग 900 अरब ग्लियाल कोशिकाओं के साथ साथ लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स हैं कैसे ऊर्जा ग्लियाल कोशिकाओं से न्यूरॉन्स में स्थानांतरित हो जाती है सभी इलेक्ट्रोकेमिकल और जैव रासायनिक प्रक्रिया कैसे होती है समझने की जरूरत नहीं है हम पूरी चीज को एक निश्चित स्तर पर देखते हैं जो हमें समझ में आता है शिक्षकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि मनुष्य और उनके मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ जिस तरह से मनुष्य विकसित होता है वह संज्ञानात्मक अनुभवों से प्रभावित होता है इसका मतलब है कि कुछ जानकारी शिक्षक द्वारा विभिन्न माध्यमों से हमें हस्तांतरित या दी जा रही है लेकिन जब यह हो रहा है सामाजिक और जैविक अनुभव एक साथ हो रहे हैं जब भी हम सीख रहे होते हैं तो तीनों आयाम मौजूद होते हैं संज्ञानात्मक सामाजिक और जैविक ये सभी अनुभव एक साथ तय करते हैं कि आप जिस भी शब्द का उपयोग करना चाहते हैं आप समझ सकते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है या यह हमारे लिए सार्थक है क्या इसे हमारी दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि हम जब भी चाहते हैं हम याद कर सकें हम अपने संज्ञानात्मक अनुभवों को कैसे एकीकृत करते हैं हमने टीएएलई 2 में देखा है कि पाठ्यक्रम को कैसे डिजाइन किया जाए और हमने टीएएलई मॉड्यूल 1 में भी संज्ञानात्मक आयाम के बारे में कुछ कैसे समझा यदि कोई शिक्षक इनके बारे में कुछ जानता है तो वह अधिक संतोषजनक या प्रभावी निर्देश दे सकता है आइए हम इसके बारे में थोड़ा और देखें संज्ञानात्मक सामाजिक और जैविक अनुभव चाहे वे चल रहे हों या अतीत में क्योंकि अतीत महत्वपूर्ण रूप से जो हम अभी सीखते हैं उसे प्रभावित करता है एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा इसका मतलब है कि जिन अनुभवों से हम पहले ही गुजर चुके हैं और जो कुछ भी कक्षा में चल रहा है वह हमारे द्वारा जानकारी की व्याख्या और प्रक्रिया करने के तरीके को आकार देता है एक बात याद रखनी चाहिए हमारा दिमाग निष्क्रिय नहीं है और हमेशा सक्रिय रहता है जब आप पढ़ रहे हों या शिक्षक जो कह रहे हैं उसे सुन रहे हों मस्तिष्क के विभिन्न भाग पृष्ठभूमि के शोर को ठीक करने पर काम कर रहे हैं कमरे में अन्य लोगों पर कम ध्यान दें और कुल मिलाकर आपको शब्दों पर केंद्रित रखें यदि दूसरे लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो जाहिर है आप शिक्षक जो कह रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते परेशान करने वाली तेज़ पृष्ठभूमि की आवाज़ें हो सकती हैं कक्षा के बाहर कुछ हो रहा है कुछ निर्माण चल रहा है एक ड्रिलिंग मशीन चालू है पृष्ठभूमि शोर महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा कि क्या आप शिक्षक जो कह रहे हैं उस पर अधिक ध्यान दे सकते हैं इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि जो याद किया जाता है वह सबसे बड़ा संकेत है और इसका मतलब है जो सबसे अधिक हावी संकेत है चाहे वह पृष्ठभूमि का शोर हो या आपके बगल में कोई आपसे बात कर रहा हो या शिक्षक क्या कह रहा हो इन संकेतों को ध्यान और व्यक्तिगत और सामाजिक प्रासंगिकता जैसी चीजों से बढ़ाया जा सकता है जब शिक्षक कुछ प्रस्तुत कर रहा होता है तो आप चाहते हैं कि चारों ओर होने वाली कई चीजों के बावजूद आप उसे सबसे जोर से संकेत दें और शिक्षक जो कह रहा है उस पर ध्यान देकर किया जा सकता है और आप जो मानते हैं वह उस विशेष पाठ्यक्रम के लिए मुख्य है और साथ ही आप उस विषय के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रासंगिकता पाते हैं जिसे संबोधित किया जा रहा है यदि कोई शिक्षक इन चारों पहलुओं पर विचार करे तो वह जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वह सबसे बड़ा संकेत बना सकता है उदाहरण के लिए एक और पृष्ठभूमि शोर कई कक्षाओं में पंखे चलते रहते हैं क्योंकि यह काफी गर्म होता है और इससे जुड़ा शोर हमेशा परेशान करता है कि क्या प्रस्तुत किया जा रहा है फिर भी एक और मुद्दा है सामाजिक और भावनात्मक कारक छात्र की संज्ञानात्मक क्षमताओं और शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं भावनात्मक कारक जो हम देखते हैं वे भी संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रभावित करेंगे उदाहरण के लिए भावनात्मक कारक आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान न देने के लिए प्रभावित कर सकता है क्या हो रहा है जानकारी कैसे प्राप्त होने वाली है इसकी समझ से शिक्षक को मस्तिष्क के सामाजिक भागों को लक्षित करने में मदद मिलेगी कक्षा में मस्तिष्क के सामाजिक भाग को सुधारते हुए आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं जैसे आप सहकर्मी के काम का परिचय देते हैं इसका मतलब है कि आप दो या तीन लोगों को काम करने के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट देते हैं या आप एक से एक निर्देश को पढ़ा रहे हैं या यहां तक कि सेल फोन जैसे उपकरणों को इस या अन्य उपकरणों या इंटरनेट उपकरणों के हिस्से के रूप में शामिल कर रहे हैं लेकिन वर्तमान में हालांकि आमतौर पर एक व्याकुलता के रूप में कोई भी सेल फोन का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है बशर्ते आप उसका ध्यान सेल फोन के ठीक से उपयोग करने में सक्षम हों यह एक चुनौती होगी ये कुछ कारण हैं कि शिक्षक को मस्तिष्क विज्ञान के बारे में क्यों पता होना चाहिए और मेरी राय में छात्र को भी इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए इसलिए जब आप समझते हैं कि अंदर क्या हो रहा है हालांकि सतही तौर पर आप उस स्थिति पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होंगे और देखेंगे कि सीखने के मामले में आप इससे लाभान्वित होते हैं हम मस्तिष्क प्रक्रियाओं के सभी आयामों को नहीं देखेंगे हम केवल इन पांचों को देखेंगे अर्थात् सूचना प्रसंस्करण स्मृति सीखना प्रतिधारण और स्थानांतरण ये तत्काल चिंता की पांच प्रक्रियाएं हैं हमारे सीखने को प्रभावित करने वाली अनगिनत अन्य चीजें हैं लेकिन हम मुख्य रूप से देखेंगे कि ये पांच प्रक्रियाएं क्या हैं विशेष रूप से इस इकाई में हम सूचना प्रसंस्करण और स्मृति पर ध्यान केंद्रित करेंगे एक बार जब 1950s और 1960s के दशक में कंप्यूटर अस्तित्व में आए और मस्तिष्क को मॉडल करने के लिए कंप्यूटर रूपक का उपयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ इनपुट डिवाइस है जहां जानकारी इंद्रियों के माध्यम से आ रही है तो ये सभी इनपुट डिवाइस हैं और फिर आपके पास एक स्मृति है कुछ ऐसा जो इस जानकारी को संसाधित कर रहा है ऐसा लगता है कि एक कंप्यूटर रूपक उपयुक्त है लोग अभी भी कंप्यूटर रूपक का उपयोग यह समझाने के लिए करते हैं कि जानकारी को कैसे संसाधित किया जा रहा है पहली बात यह है कि मस्तिष्क सूचनाओं को संग्रहीत करता है लेकिन समस्या यह है कि सीखना भंडारण करना और याद रखना कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है जैसा कि कंप्यूटर पर होता है स्मरण शक्ति के कुछ हिस्से का उपयोग किया जाता है और फिर एक सीपीयू होता है फिर आप उस जानकारी को संसाधित करते हैं और उसे वापस स्मरण शक्ति में डाल देते हैं मस्तिष्क में ऐसा नहीं होता है इसलिए आप हर चीज के लिए कंप्यूटर रूपक का उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकते ये संसाधित सीखना भंडारण और याद रखना गतिशील और परस्पर संवादात्मक प्रक्रियाएं हैं संभवत हर बार जब आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हों हमें एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जो यह संबोधित करे कि आगे की प्रक्रिया के लिए हमारे पर्यावरण से जानकारी को कैसे अस्वीकार या स्वीकार किया जाता है और कैसे वे स्वीकार की गई जानकारी को संसाधित करते हैं किन परिस्थितियों में इसे संग्रहीत किया जाता है उदाहरण के लिए यदि आप देखते हैं कि मस्तिष्क पर्यावरण से सभी तरह से जानकारी प्राप्त करता है दृश्य भाग के बाहर अनंत संख्या में चीजें लगातार बदल रही हैं जो हमारे ध्यान में शंकु को बदल रही है एक मिनट से भी कम समय में संभवतः जो जानकारी है स्वीकार या अस्वीकार की जा रही है वह एक बड़े कंप्यूटर से कहीं अधिक होगी जो शायद साल भर संभाल सकता है इसका मतलब है कि मस्तिष्क को संभवतः 999 प्रतिशत जानकारी को अस्वीकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आपके पास आ रही है क्योंकि आप सभी इंद्रियों को डेटा का उत्पादन स्वीकार करने में मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर का तेजी से प्रसार हो रहा है इसने मस्तिष्क के कार्यों को समझाने के लिए कंप्यूटर मॉडल के उपयोग को प्रोत्साहित किया है और यदि आप देखें तो सबसे छोटा हाथ पकड़ा कैलकुलेटर भी जटिल गणितीय कार्यों को हल करने में मानव मस्तिष्क का प्रदर्शन नहीं कर सकता है तो मस्तिष्क को जटिल गणितीय कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और यह कंप्यूटर के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं हो सकता है लेकिन आज के कंप्यूटर यह भविष्य में कभी कभी हो सकता है हम एआई और मशीन लर्निंग के बारे में इस सब बातों के साथ नहीं जानते हैं मानव निर्णय की आसानी के साथ निर्णय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिस तरह से मनुष्य निर्णय लेते हैं कंप्यूटर अभी उस तरह का काम नहीं कर सकता है मानव मस्तिष्क एक खुली समानांतर प्रसंस्करण प्रणाली है जो बाहरी भौतिक और सामाजिक दुनिया के साथ लगातार बातचीत कर रही है यह हर समय सामान्यताओं का विश्लेषण एकीकरण और संश्लेषण करता है जब भी कोई नया अनुभव आता है हम उस जानकारी को अपनी मौजूदा चीज़ में ले लेते हैं और अगर मुझे यह सार्थक लगती है तो मैं अपनी सामान्यताओं को फिर से सार कर दूंगा इसका मतलब है कि मेरे निष्कर्ष जो मैं पहले कर रहा था अब संशोधित हो सकता है जिस तरह से मैं अमूर्त रखता हूं वह बदल सकता है बशर्ते मुझे जो जानकारी आ रही है वह सार्थक हो हम इस सार्थकता के बारे में अभी बात करेंगे मस्तिष्क के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यदि हमारे पास एक कंप्यूटर में दृश्य छवि है तो हम इसे पिक्सेल के रूप में देखेंगे और फिर प्रत्येक पिक्सेल को बचाने की कोशिश करेंगे जो भी जानकारी आप रंग तीव्रता आदि के बारे में है लेकिन मस्तिष्क उस तरह से संग्रहीत नहीं होता है प्रत्येक चीज स्वरूप का एक क्रम है और किसी तरह ये स्वरूप मस्तिष्क में जमा हो जाते हैं और कोई भी स्वरूप पूर्ण नहीं हो सकता है कोई भी जानकारी चाहे वह ध्वनि हो या चित्र या कुछ भी पूर्ण नहीं है इसका मतलब है कि एक तस्वीर एक बड़े आकार में टूट जाती है और वे संग्रहीत हैं चित्र विभिन्न स्थानों पर संग्रहीत है और वे किसी न किसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इसका मतलब है कि मस्तिष्क एक विशेष छवि के एक स्वरूप को जोड़ता है और उन सभी को जोड़ता है और कोई भी याद करने वाला एक टुकड़ा पूरे यानी दिलचस्प भाग को सक्रिय कर सकता है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनाएं मानव प्रसंस्करण समझ और रचनात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं भावनाएं एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं जैसे कि 90 प्रतिशत निर्णय मैं सिर्फ एक अनुमानित संख्या दे रहा हूं या निर्णय भावनात्मक रूप से किए जाते हैं यदि वे हर बार किसी निश्चित तर्क का उपयोग करके नहीं किए जाते हैं तो आप उस तरह के निर्णय नहीं लेते हैं यदि आप तर्क के आधार पर रोजमर्रा की गतिविधि में अपना निर्णय लेने का प्रयास करते हैं तो आप कभी भी एक कप कॉफी नहीं पीएंगे क्योंकि यदि आप उस जानकारी को तार्किक रूप से संसाधित करते हैं इसलिए मानव प्रसंस्करण में भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं एक अन्य पहलू यह है कि मानव मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न विचार अक्सर तार्किक प्रस्तावों से नहीं छवियों से आते हैं यादें गतिशील हैं इसका मतलब है कि वे नई जानकारी के आधार पर लगातार बदलते रहते हैं और वे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में फैल जाते हैं जैसे जैसे नई चीजें संसाधित हो रही हैं मस्तिष्क अपने गुणों को बदलता है प्रत्येक अनुभव के परिणामस्वरूप मस्तिष्क अपने गुणों को बदलता है जब आप एक ही जानकारी को समय बीतने के बाद देखते हैं तो आप इसे अलग तरह से संसाधित कर रहे होते हैं क्योंकि इस बीच मस्तिष्क बदल गया है इसलिए यह संभव है कि भविष्य में कभी कभी कंप्यूटर मानव मस्तिष्क के इन गुणों क्षमताओं और कमजोरियों में से कई की नकल करने में सक्षम होंगे संभवतः शायद एक दशक में या हम नहीं जानते कि इसमें बहुत अधिक वर्ष लगेंगे या नहीं कंप्यूटर को इनमें से कई विशेषताओं की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है डेविड सूसा द्वारा अनुमानित मॉडल दिया गया है यह अंधा फिसलने जैसा है पर्यावरण से इनपुट इन पांच सेंसरों में से किसी के माध्यम से आता है संभवत 999 प्रतिशत जानकारी संवेदी रजिस्टर से बाहर हो जाती है क्योंकि यह प्रासंगिक नहीं है कि हम क्या रुचि रखते हैं क्योंकि वे बहुत सारे हैं उदाहरण के लिए यदि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने कुर्सियों का एक गुच्छा देख रहा है तो जो छवि बनती है वह फ़िल्टर हो जाती है क्योंकि यह प्रासंगिक नहीं है तो इससे जो कुछ भी बचा है वह अब तत्काल स्मृति में दर्ज हो जाएगा यह पिछले अनुभव हम तय करेंगे कि वास्तव में क्या फेंकना है यह एक पिछला अनुभव है जो तय करता है कि क्या फेंका जाना है और क्या तत्काल स्मृति में जाना चाहिए जो भी जानकारी मुझे तत्काल स्मृति में मिल रही है उसका काफी हिस्सा बाहर निकल जाएगा और उसका कुछ अंश ही हम कार्यशील स्मृति में आएंगे यह भी उसी पिछले अनुभव से तय होता है कार्यशील स्मृति से इसे समझने और कुछ अर्थ खोजने के बाद यह जानकारी दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित हो जाएगी उन्हें मॉडल में फाइलें रखने की अलमारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उदाहरण के लिए एक ही चीज़ के संबंध में जब आप एक तत्व को स्टोर करते हैं तो एक फाइलें रखने की अलमारी में आ सकता है और दूसरा स्वरूप अंदर जा सकता है स्थानांतरित हो सकता है हम नहीं जानते कि यह वास्तव में कैसे होता है पूरी बात एक साथ एकीकृत है इन सभी फाइलें रखने की अलमारी में संग्रहीत जानकारी निर्धारित करती है कि आप स्व अवधारणा को क्या कहते हैं जब भी आप चाहते हैं आपसे क्या करने की अपेक्षा की जाती है इस पर निर्भर करते हुए आप यहां से जानकारी प्राप्त करते हैं और इसे कार्यशील स्मृति में वापस लाते हैं किसी समस्या को हल करने के लिए कहें जब आपसे किसी समस्या को हल करने के लिए कहा जाता है तो आप दीर्घकालिक स्मृति से कुछ प्राप्त करेंगे इसे कार्यशील स्मृति में लाएंगे और एक आउटपुट तैयार करेंगे उस के परिणाम फिर से भंडारण में वापस जा सकते हैं मोटे तौर पर यह मौजूदा मॉडलों में से एक है हम यह नहीं कहते कि यह पूरी तरह से स्वीकृत मॉडल है क्योंकि सभी लोग सटीक रूप से सहमत नहीं हैं कि क्या यह मॉडल है यह एक तरह से विकसित हो रहा है हम पहले ही देख चुके हैं कि पूरी संरचना कैसी है अब हम इसे विशेष रूप से देखते हैं कि सूचना कैसे स्थानांतरित हो रही है इंद्रियों से सूचना संवेदी रजिस्टर से अल्पकालिक स्मृति तक जाती है आने वाली जानकारी को फ़िल्टर करने के बाद यह निर्धारित करने के लिए कि यह कितना महत्वपूर्ण है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है जब आप कक्षा के अंदर होते हैं तो 99 प्रतिशत प्रकार की संवेदी जानकारी जो आती है फ़िल्टर होती रहती है आने वाली सूचनाओं को छानना प्रमुख रूप से व्यक्ति के पिछले अनुभव द्वारा किया जाता है संवेदी स्मृति में बहुत कम समय के लिए जानकारी होती है जिसका अर्थ है कि सभी छवियां अस्थायी रूप से संवेदी स्मृति में आती हैं यदि व्यक्ति को लगता है कि इसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण है तो ध्यान उस पर चला जाएगा लेकिन आमतौर पर एक सेकंड से भी कम समय में वह संवेदी स्मृति साफ हो जाती है जैसा कि पहले दिखाया गया है तथाकथित अल्पकालिक स्मृति में दो भाग होते हैं एक है तत्काल स्मृति और दूसरी है क्रियाशील स्मृति इन दोनों पर बहुत काम किया गया है तत्काल स्मृति और कार्यशील स्मृति कुछ लोग इसे अल्पकालिक स्मृति जैसी किसी एक वस्तु से निपटना चाहते हैं डेविड सूसा का मानना है कि इन मध्यम स्मृति और क्रियाशील स्मृति को अलग करना फायदेमंद और सुविधाजनक है मॉडल में तत्काल स्मृति को एक क्लिपबोर्ड के रूप में माना जा सकता है एक ऐसी जगह जहां जानकारी को संक्षेप में रखा जाता है जब तक कि इसका निपटान कैसे किया जाए इस पर निर्णय नहीं किया जाता है किसी ने इसे पोस्ट इट नोट की तरह चिपका दिया कोई जल्दी से उस पर विचार करता है और या तो उसे हटा देता है या रखता है मध्यम स्मृति अवचेतन रूप से या सचेत रूप से संचालित होती है डेटा को 30 सेकंड तक रखती है कृपया इन नंबरों को संकेतक के रूप में लें निरपेक्ष नहीं ये 30 सेकंड एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न हो सकते हैं लेकिन यह उस समय का क्रम है जिसके लिए मध्यम स्मृति डेटा पर रहती है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खतरे और भावनाएं स्मृति प्रसंस्करण को प्रभावित करती हैं सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने से पहले छात्रों को शारीरिक रूप से सुरक्षित और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहिए कभी कभी लोग शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर कोई शारीरिक खतरा होने की संभावना है तो जाहिर है अविभाजित ध्यान जाता है लेकिन भावनात्मक रूप से सुरक्षित है जो अधिक महत्वपूर्ण है किसी विशेष कक्षा में छात्र भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है एक अर्थ में उसे लग सकता है कि विषय बहुत ऊपर है या शिक्षक बहुत डराने वाला है या उसके पास और क्या भावनाएँ हैं उदाहरण के लिए परीक्षाएं आ रही हैं और हम अभी तक तैयार नहीं हैं तो आप भावनात्मक रूप से परेशान हैं ये सभी तय करेंगे कि आप किस हद तक सामग्री पर ध्यान दे सकते हैं उत्तरजीविता को प्रभावित करने वाले डेटा और डेटा उत्पन्न करने वाली भावनाओं को नए सीखने के लिए डेटा से पहले संसाधित किया जाता है तो यह वही है जो शिक्षकों को वास्तव में याद रखना चाहिए कि यदि इन दोनों का डेटा अस्तित्व को प्रभावित करता है और डेटा उत्पन्न करने वाली भावनाओं को पहले आता है तो इसका मतलब है कि शिक्षक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र वास्तव में इसके संबंध में सहज महसूस करता है केवल तभी वह ठीक से सीख सकता है सीखने की स्थितियों के बारे में भावना समर्पित ध्यान की मात्रा को निर्धारित करती है पहले इसी मॉड्यूल की इकाई में हमने सीखने की स्थितियों के बारे में कुछ समय खर्च किया था जैसा कि आप देख सकते हैं सीखने की स्थितियाँ सीखने की गुणवत्ता को बहुत नष्ट कर सकती हैं प्रबंधन और शिक्षक दोनों को स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यही वह है जो छात्र सीखने जा रहा है या नहीं इससे बहुत फर्क पड़ता है क्रियाशील स्मृति इसे संसाधित करने के बाद जो कुछ भी महत्वपूर्ण माना जाता है वह कार्यशील स्मृति में आता है कार्यशील स्मृति के आकार पर बहुत शोध किया जाता है क्या यह सभी के लिए समान है क्या यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है किस उम्र में आकार बदल जाएगा क्या कई कामकाजी यादें हैं फिर भी भारी मात्रा में शोध चल रहा है लेकिन हमें इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्रियाशील स्मृति भी एक अस्थायी स्मृति है और यह एक ऐसा स्थान है जहां सचेत प्रसंस्करण होता है जबकि मध्यवर्ती स्मृति के मामले में यह सचेत या अचेतन प्रसंस्करण हो सकता है क्रियाशील स्मृति के बारे में हमें केवल एक चीज याद रखने की जरूरत है यह बहुत सीमित क्षमता की है इसमें हमारा ध्यान है और हमारा ध्यान मांगता है यदि हम बहुत सी चीजें बहुत सारी अवधारणाएं बहुत अधिक इनपुट और बहुत सारी प्रक्रियाओं को कार्यशील स्मृति में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें जगह नहीं होगी व्यक्ति को किसी चीज को दीर्घकालिक स्मृति में धकेलना होता है मौजूदा के साथ व्यवहार करना होता है और फिर उसे वापस लाना होता है जिसे उसके दिमाग को करना होता है शिक्षक या प्रत्येक व्यक्ति को यह याद रखना होगा कि कार्यशील स्मृति बहुत सीमित क्षमता की होती है कार्यशील स्मृति में सूचना संवेदी और मध्यवर्ती स्मृतियों से आ सकती है या दीर्घकालिक स्मृति से प्राप्त की जा सकती है मध्यवर्ती स्मृति से यह कार्यशील स्मृति पर आता है यह दीर्घकालिक स्मृति से प्राप्त जानकारी से भी आ सकता है और यह एक कार्य तालिका की तरह है इसे पुनर्प्राप्त करने से यह सारी जानकारी आप संसाधित करते हैं और यदि आप इसे महत्वपूर्ण बताते हैं जैसे यह समझ में आता है आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं और इसका अर्थ है यह दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहीत हो जाता है दो तंत्र हैं ध्वन्यात्मक और नेत्र संबंधी पूर्वाभ्यास लूप ध्वन्यात्मक का अर्थ है किसी भी प्रकार की आवाज की जानकारी जो आपको मिलती है और नेत्र संबंधी पूर्वाभ्यास लूप ये दो प्रमुख लूप हैं जो सूचना को संसाधित करते हैं और एन्कोड करते हैं जैसा कि हमने कहा इसे अलग अलग स्वरूप में विभाजित किया गया है और इन स्वरूप को कहीं और संग्रहीत किया जाता है वह सभी प्रसंस्करण स्मृति में आने वाले डेटा को एन्कोड करना ध्वन्यात्मक और दृश्य स्थानिक पूर्वाभ्यास लूप का उपयोग करके होता है क्रियाशील स्मृति की सीमित क्षमता का क्या निहितार्थ है इसके लिए हमें सूचनाओं को तोड़ना होगा एक निश्चित अवधि में बहुत सी चीजें बड़ी संख्या में अवधारणाएं बड़ी संख्या में प्रक्रियाएं प्रस्तुत न करें और फिर किसी समस्या को हल करने का प्रयास करें या छात्र से किसी समस्या को हल करने की अपेक्षा करें इसे टुकड़ों में तोड़ दें हर एक को आप पूरा करते हैं हल करते हैं पूरी तरह से समझते हैं और इसे दीर्घकालिक स्मृति में भेजते हैं अगला हिस्सा लाते हैं यदि शिक्षक किसी पाठपरिणाम से संबंधित मदों की संख्या को विद्यार्थियों की क्षमता सीमा के भीतर रख सकता है तो वे जो कुछ सीखते हैं उसे अधिक याद रखने की संभावना है वास्तव में कई शिक्षक सहज रूप से ऐसा करते हैं लेकिन यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो आप निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे कि आपने जानकारी को उचित रूप से विभाजित किया है यहां तक कि क्रियाशील स्मृति भी अस्थायी होती है और केवल सीमित समय के लिए ही वस्तुओं को संभाल सकती है आप जानकारी को अधिक समय तक नहीं रख सकते क्योंकि आपको नई जानकारी आने के लिए जगह बनानी होती है उस जानकारी को संसाधित करने में आप कितना समय व्यतीत कर रहे हैं यह छात्र की प्रेरणा पर निर्भर करेगा वह विशेष पाठ नहीं करता है क्योंकि मेरी दिलचस्पी नहीं है मैं प्रेरित नहीं हूं मैं इसे जल्दी से निपटा देता हूं या तो मैं इसे बाहर फेंक देता हूं या उस हस्तांतरण का केवल एक छोटा सा हिस्सा दीर्घकालिक स्मृति में रखता हूं मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट के घटकों में पैकेजिंग पाठ एक 40 मिनट के पाठ की तुलना में उच्च छात्र हितों को बनाए रखने की संभावना है कुछ लोग कुछ ऐसा प्रस्तुत करने के लिए तर्क दे सकते हैं जिसके लिए मुझे एक बार में 40 मिनट चाहिए हाँ और आप ऐसा कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि हर बार जब आप 40 मिनट का सत्र करते हैं छात्र सीखना कम हो जाता है लेकिन एक औसत छात्र के लिए इसे 15 से 20 मिनट के घटकों में तोड़ना बेहतर होता है इसका मतलब है कि 15 20 मिनट की किसी चीज की प्रस्तुति के बाद आप छात्रों से कुछ और करवाते हैं और फिर अगले खंड पर वापस आ जाते हैं जानकारी के संग्रहीत होने की सबसे अधिक संभावना है यदि यह समझ में आता है और इसका अर्थ है दो शब्द हैं भाव और अर्थ ये दोनों अलग अलग हैं अर्थ बनाने का अर्थ है कि शिक्षार्थी अपने पिछले अनुभव के आधार पर किसी वस्तु को समझ सकता है उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मान लें कि आप रॉथ हर्विट्ज़ मानदंड प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं पूरा तर्क छात्र को समझ में आता है एक अर्थ में आप इस आधार पर अनुसरण कर सकते हैं कि मैट्रिक्स या समीकरण को कैसे लिखा जाना है और आप ग्राफ़िक रूप से बाएँ आधे तल और दाएँ आधे तल में जड़ों की संख्या कैसे निर्धारित करते हैं इसके ऐसे सभी गणित का आप अनुसरण कर सकते हैं लेकिन हो सकता है कि आप अपने लिए कोई अर्थ न खोज पाएं मैं कहाँ उपयोग करने जा रहा हूँ उस समय मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है तो कुछ आपको समझ में आ सकता है लेकिन यह आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है अर्थ होने का अर्थ है कि क्या आइटम शिक्षार्थी के लिए प्रासंगिक हैं यदि शिक्षार्थी इसे हाँ मैं देख सकता हूँ कि मैं कहाँ उपयोग करने जा रहा हूँ यदि आप इसे प्रासंगिक पाते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित कर देंगे वही वस्तु यदि आपके लिए इसका कोई अर्थ नहीं है तो दीर्घकालिक स्मृति में जाने की संभावना नहीं है लेकिन एक ही वस्तु के कक्षा में सभी छात्रों के लिए समान रूप से प्रासंगिक होने की संभावना नहीं है जिसे याद रखा जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र अलग है और उसका पिछला अनुभव अलग है कुछ छात्रों को यह प्रासंगिक लगेगा कुछ छात्रों को यह प्रासंगिक नहीं लगता जैसा कि हमने कहा समझ और अर्थ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और इस संभावना पर अर्थ का अधिक प्रभाव पड़ता है कि जानकारी संग्रहीत की जाएगी एक विशिष्ट उदाहरण एक टेलीविजन कार्यक्रम है आप एक टेलीविजन कार्यक्रम देख सकते हैं यह आपका मनोरंजन कर सकता है यह आपके लिए समझ में आता है लेकिन इसका आपके लिए कोई दीर्घकालिक अर्थ नहीं है जब आप टेलीविजन कार्यक्रमों से मनोरंजन करते हैं तो आप सभी विवरण भूल जाते हैं एक व्यक्ति को इसे दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहीत करना बेकार लगेगा भंडारण होने के लिए कुछ हद तक भावना औरया अर्थ मौजूद होना चाहिए जाहिर है यदि आप भावना और अर्थ दोनों के लिए 0 से 1 के पैमाने पर रखते हैं कक्षा में हो रही कोई विशेष शिक्षा भंडारण के होने के लिए कुछ भावना और कुछ अर्थ होना चाहिए और यह एक चुनौती है शिक्षक के लिए मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि छात्र समझ में आ सकते हैं और मैं इसे उनके लिए कैसे प्रासंगिक बना सकता हूं ताकि वे सार्थक हो सकें छात्रों से अर्थ खोजने का एक तरीका यह सुनिश्चित करना है कि पाठ्यक्रम में उनके पिछले अनुभवों से संबंध हों यदि यह उनके पिछले अनुभव से संबंधित नहीं है यह कुछ बहुत ही अजीब और नया है जो प्रस्तुत किया जा रहा है छात्रों को इसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा इसलिए यह दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहीत होने की संभावना नहीं है जब छात्र पाठ्यक्रम को एकीकृत करके विषय क्षेत्रों के बीच संबंध बनाते हैं तो यह अर्थ और प्रतिधारण को बढ़ाता है खासकर जब वे नए सीखने के लिए भविष्य के उपयोग को पहचानते हैं अच्छा तो इसका क्या मतलब है जिस तरह से पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं वे कैसे परस्पर जुड़े होते हैं कैसे एक दूसरे के लिए पूर्वापेक्षा बन जाता है अनुक्रमण इन सभी को छात्र को अर्थ खोजने के लिए बहुत सावधानी से डिजाइन करना होगा यदि उसे अर्थ नहीं मिलता है तो वह पास हो सकता है उसे फिर भी एक ग्रेड मिल सकता है लेकिन उस जानकारी में से कोई भी दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहीत नहीं होगी यादें लंबी अवधि के भंडारण में पूरी तरह से एक ही स्थान पर संग्रहीत नहीं की जाएंगी स्मृति के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों पर स्टोर किया जाता है और बुलाने पर वे फिर स्मृति को वापस से जुड़ जाते हैं कोई भी संख्या जो हम देते हैं वह केवल सांकेतिक होती है यदि कोई शिक्षार्थी 24 घंटे के बाद नई शिक्षा को याद नहीं कर सकता है तो आप 24 घंटे के लिए कुछ प्रतीक्षा करते हैं यदि हम याद नहीं कर सकते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इसे स्थायी रूप से संग्रहीत नहीं किया गया था और इस प्रकार कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है इसका मतलब है कि कार्यशील स्मृति स्तर पर आपके अन्य सभी कारक या तो खतरा कारक या भावनात्मक कारक या गैर ध्यान आदि भंडारण ने उसे अस्वीकार कर दिया है और फिर 24 घंटों के बाद आपको याद नहीं रहेगा इसका मतलब है कि यह स्थायी रूप से बिल्कुल भी संग्रहीत नहीं है इसका मतलब है कि छात्र से उम्मीद की जाती है कि अगर वह कुछ महत्वपूर्ण है तो पूरी प्रक्रिया से फिर से गुजरना होगा आप सीखने का अवसर बर्बाद कर रहे हैं वह अनुभव व्यर्थ है यदि आपको ऐसा करने की आवश्यकता है तो आपको उस अनुभव से एक बार फिर स्वयं ही गुजरना होगा उदाहरण के लिए परीक्षण से ठीक पहले सामग्री की समीक्षा करने से छात्रों को तत्काल उपयोग के लिए सामग्री को कार्यशील स्मृति में दर्ज करने की अनुमति मिलती है जिसमें शिक्षक भाग लेते हैं लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह वास्तव में लंबी अवधि के भंडारण में संग्रहीत है इसका मतलब है कि परीक्षा पास करना या परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना पर्याप्त हो सकता है लेकिन वह जानकारी व्यावहारिक रूप से भुला दी जाती है मुझे यकीन है कि शिक्षकों को यह बहुत सामान्य लगता है कोई कहता है कि मैंने पहले दो सेमेस्टर में कुछ सीखा है और मुझे उससे संबंधित कुछ भी याद नहीं है ठीक ऐसा इसलिए है क्योंकि सामग्री संबंधित नहीं है वे जुड़े नहीं हैं और छात्र कार्यशील स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने की पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरा है दीर्घकालिक स्मृति और दीर्घकालिक भंडारण अलग हैं दीर्घकालिक स्मृति है लेकिन इसे कैसे संग्रहीत किया जाता है इसे वास्तव में कहां वितरित किया जाता है वे कैसे जुड़े होते हैं भंडारण तंत्र क्या है जो बहुत अलग है हमें वास्तव में पूरी तरह से यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि भंडारण तंत्र कैसे काम करता है लेकिन यदि आप इसकी कुछ विशेषताओं से परिचित हैं तो संभवतः आप पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में खुद को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं हमारे दीर्घकालिक भंडारण में जो कुछ भी है हमारे बचपन से ही जो भी जानकारी संग्रहीत की जाती है या दीर्घकालिक स्मृति दुनिया के बारे में हमारा दृष्टिकोण बनाती है और यह कैसे काम करती है हम यही हैं तो हम वही हैं जो हमारी दीर्घकालिक स्मृति है हम दुनिया को कैसे देखते हैं इस पूरे निर्माण को संज्ञानात्मक विश्वास प्रणाली कहा जाता है दीर्घकालिक भंडारण से उत्पन्न होने वाले विचार और समझ क्योंकि हमारे पास विभिन्न समय पर अनुभव होते हैं और हमारे अनुभव भी भिन्न होते हैं लेकिन वे सभी किसी न किसी तरह से व्यक्तियों में एकीकृत हैं उन्हें कई अलग अलग तरीकों से जोड़ा जा सकता है और इसलिए दीर्घकालिक भंडारण से उत्पन्न होने वाले विचार और समझ या अलग अलग वस्तुओं के योग से अधिक यदि हम और अधिक वस्तु जमा करते रहें तो संभावित संयोजनों की संख्या भी तेजी से बढ़ती है यही उसका स्वभाव है आइए हम फिर से जांचें कि यह क्या है यही वह जगह है जहां हम बुला रहे हैं यह संपूर्ण त्रिकोण जिसे हम सभी दीर्घकालिक भंडारण कहते हैं वह संज्ञानात्मक विश्वास प्रणाली है अब हम देखते हैं कि हम यहां एक चेहरा रखते हैं आत्म अवधारणा यहां हम एक सकारात्मक आत्म अवधारणा रखते हैं लेकिन यह नकारात्मक भी हो सकती है इस वक्र को उलटा भी किया जा सकता है आत्म अवधारणा जबकि संज्ञानात्मक विश्वास प्रणाली दुनिया को देखने के तरीके को दर्शाती है आत्म अवधारणा उस दुनिया में खुद को देखने के तरीके का वर्णन करती है स्व अवधारणा बहुत सकारात्मक से बहुत नकारात्मक तक हो सकती है यदि आप अपने बारे में हर समय नकारात्मक महसूस करते हैं तो आपके द्वारा नई जानकारी को संसाधित करने का तरीका बहुत अलग होगा यह आत्म अवधारणा पिछले अनुभवों से आकार लेती है लोग उन सीखने की गतिविधियों में भाग लेंगे जिनसे उन्हें सफलता मिली है और उन गतिविधियों से बचें जिन्होंने असफलताओं को जन्म दिया है उदाहरण के लिए कुछ विषयों में मान लें कि आपने खराब प्रदर्शन किया है और आपको इसके साथ एक भयानक अनुभव है और उस पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाला एक निरंतरता पाठ्यक्रम है जाहिर है आप उसमें प्रभावी रूप से भाग नहीं लेंगे क्योंकि अब आप उस विशेष विषय के बारे में नकारात्मक भावना रखते हैं शिक्षक सभी छात्रों को अपने साथ ले जाना चाहता है और व्यक्तिगत छात्रों की आत्म अवधारणाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए स्व अवधारणा यह निर्धारित करती है कि शिक्षार्थी नई जानकारी पर कितना ध्यान देगा यह याद रखना चाहिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज या उच्च शिक्षा स्तर पर भी शिक्षक की अपमानित करने शर्मिंदा करने अस्वीकार करने और दंडित करने की क्षमता एक कथित खतरा है मुझे यकीन है कि आप सभी शिक्षक अनुभव करते हैं और उनके पास इसके लिए जबरदस्त क्षमता है कुछ लोग दुर्भाग्य से किसी भी कारण से इसका उपयोग करते हैं लेकिन छात्र इसे हमेशा एक कथित खतरे के रूप में देखेंगे जब यह एक खतरा होता है यहां तक कि वे ग्रेडिंग जो एक शिक्षक को करनी होती है को भी एक पुरस्कृत प्रक्रिया के बजाय एक दंडात्मक के रूप में देखा जाता है इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण डिग्री में खतरे की उपस्थिति सीखने में बाधा डालती है जिसे याद किया जाना चाहिए शिक्षक खतरों से बचकर अपनी कक्षाओं को सीखने का बेहतर माहौल बना सकते हैं यहां तक कि सूक्ष्म धमकी एक छात्र को लगता है कि वह इसे एक खतरे के रूप में देखेगा और इसका उस तरह के सीखने पर प्रभाव पड़ता है जो होता है इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि छात्रों को किसी भी तरह से खतरा महसूस न हो हमने समझ और अर्थ के बारे में बात की है मुझे यकीन है कि आपने इसका अनुभव किया होगा ऐसा लगता है कि छात्र समझ रहे हैं कि क्या प्रस्तुत किया गया है लेकिन इसका उनके लिए कोई मतलब नहीं है अभ्यास छात्रों द्वारा अर्थ खोजने के दो उदाहरणों का वर्णन करें लेकिन कोई समझ नहीं आप उस उदाहरण को देते हुए अधिकतम 250 शब्द लिख सकते हैं जहां आपने ऐसा महसूस किया है ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें छात्रों को समझ और अर्थ मिले जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 250 शब्द हों यदि आप इसे इस विशेष ईमेल taleiisctagmailcom पर साझा कर सकते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे यह हमारे लिए काफी इनपुट होगा अगली इकाई में हम जारी रखेंगे कि मस्तिष्क कैसे सीखते हैं शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे जो मस्तिष्क को सीखने और प्रतिधारण से निपटने में सुविधा प्रदान करते हैं शब्दकोष